बौद्धिक संपदा शब्द की उत्पत्ति बौद्धिक संपदा में दो शब्द होते हैं बौद्धिक और संपत्ति बौद्धिक भाग से तात्पर्य उस उत्पाद के निर्माण से है जिस तरह से परिणामी उत्पाद का निर्माण किया गया था जो कि एक बौद्धिक या रचनात्मक प्रयास के माध्यम से था वाक्यांश का संपत्ति भाग हमें विनियमनके बारे में बताता है कि इसका इस अर्थ में संपत्ति की तरह प्रयोग जाता है कि आपके पास संपत्ति से जुड़े अधिकार हो सकते हैं आपके पास अलग थलग करने के अधिकार हो सकते हैं आपके पास इसका आनंद लेने के अधिकार हो सकते हैं आपके पास विशिष्टता पर अधिकार हो सकते हैं यह इसलिए बौद्धिक संपदा शब्द हाल ही में आया है अब यदि हम 1949 में ही इस शब्द को देखें तो हमारे पास भारत का संविधान था और भारत का संविधान स्वयं बौद्धिक वाक्यांश का उपयोग किए बिना विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में उल्लेख करता है यह पेटेंट के बारे में बात करता है यह कॉपीराइट के बारे में बात करता है यह ट्रेडमार्क की बात करता है लेकिन भारत का संविधान एक वाक्यांश के रूप में बौद्धिक संपदा के बारे में बात नहीं करता है इसलिए हम जानते हैं कि 1949 के आसपास का समय जब संविधान लागू हो रहा था यह शब्द लोकप्रिय उपयोग में नहीं था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या डब्ल्यूआईपीओ के निर्माण के कारण यह शब्द लोकप्रिय उपयोग में आया जब यह आया कि डब्ल्यूआईपीओ के पास बौद्धिक संपदा की परिभाषा थी इसने बौद्धिक संपदा को चीजों या अधिकारों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जो विभिन्न प्रकार की चीजों पर प्रकट होता है जब हमने शुरुआत की हमने एक पेटेंट कार्यालय बनाया और पेटेंट कार्यालय ने ट्रेडमार्क कार्यालय के रूप में भी काम किया इसलिए हम इसे पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय कहते थे लेकिन हाल ही में पेटेंट कार्यालय को बौद्धिक संपदा कार्यालय में बदल दिया गया था अब यह एक आधिकारिक उदाहरण है जहां हमने बौद्धिक संपदा शब्द को वर्तमान उपयोग में पाया है बौद्धिक संपदा को लॉ स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में भी पेश किया गया था जो 1990 के दशक में हुआ था और हाल ही में 2016 में हमारे पास राष्ट्रीय आईआर पी नीति थी हमारे पास पहली बार बौद्धिक संपदा अधिकारों पर नीति थी तो आप 1949 से शुरू करके देख सकते हैं कि 2016 तक भारत में किस तरह से इस शब्द का उपयोग किया गया है और अब इसे आम उपयोग की शर्तों में से एक के रूप में कैसे स्वीकार किया गया है अब यह क्या कवर करता है सभी विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदाओं के बारे में हमने पहले से ही पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क भौगोलिक संकेत डिज़ाइन के बारे में बात की थी क्या इस पर एक आम विषय है अब जब हम बौद्धिक संपदा के संपत्ति भाग के बारे में बात करते हैं विद्वानों ने सहमति व्यक्त की है कि संपत्ति संरक्षण अमूर्तपर प्रकट होता है वे कहते हैं कि सामान्य विषय है आपके पास इन्टैंगिबल्स हैं और आपके पास इस अमूर्त पर संपत्ति संरक्षण है जो कि सामान्य विषय है क्योंकि कुछ विद्वान बौद्धिक संपदा के बारे में ऐसा कहते हैं अबअमूर्त का मतलब यह हो सकता है कि यह विचारों पर अमल कर सकता है इसका मतलब ट्रेडमार्क के मामले में यह संकेत हो सकता है यह पेटेंट कानून की बात होने पर सुरक्षा के विषय का आविष्कार कर सकता है या यह जानकारी साहित्यिक या कलात्मक कार्य हो सकता है यह सूचना के संचार का कोई भी रूप हो सकता है जो कॉपीराइट शासन द्वारा संरक्षित है इसलिए यदि आपको बौद्धिक संपदा के लिए एक सामान्य विषय खोजना है तो यह सामान्य तथ्य है कि यह इंटैंगिबल्स पर संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है अब अमूर्त पृष्ठों का एक संग्रह जो एक विशेष तरीके में बंधा हुआ है तो पुस्तक अपने आप में मूर्त वस्तु है और लेखक के पास इस तथ्य के आधार पर अधिकार हैं कि उसने एक बौद्धिक कार्य बनाया जो पुस्तक का अमूर्त हिस्सा होगा तो कई मामलों में जो मूर्त और अमूर्त भाग जुड़े हुए हैं उदाहरण के लिए एक बढ़ई जिसे एक कुर्सी बनाने के लिए सौंपा गया है अब बढ़ई के लिए एक कुर्सी बनाना अनिवार्य है इसलिए वह कुर्सी बनाने में अपने शारीरिक श्रम का उपयोग करता है लेकिन कुछ बिंदु पर एक रचनात्मक श्रम भी होता है जो कुर्सी को डिज़ाइन करने में होता है और यह भागों का निर्माण करता है उन्हें एक साथ लाता है और इसे सौंदर्यवादी रूप से मनभावन और कार्यात्मक कुर्सी बनाता है तो आप में जो कुछ भी हैउसे आप अपने आप में देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप यह कह सकते हैं कि अमूर्त चीजें हैं जो मूर्त चीजों के निर्माण में चली गई हैं जो कि कुर्सी है इसलिए पुस्तक में उदाहरण पर वापस आते हैं पुस्तक का लिखित भाग या रचनात्मक प्रयास जो पुस्तक लिखने में प्रयोग होता है कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है जबकि पुस्तक में भौतिक संपत्ति में पेज प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली स्याही कवर और बुकमार्क सभी भौतिक सामान हैं जो कॉपीराइट शासन द्वारा संरक्षित नहीं हैं कॉपीराइट का क्षेत्र साहित्यिक कार्य या कलात्मक कार्य या रचनात्मक कार्य में अमूर्त अधिकार की रक्षा करता है तो यह व्यवस्था क्या कार्य करती है यह व्यवस्था अमूर्त चीजों के साथ कार्य करती है और तभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का अर्थ होता है इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को समझने के लिए हमें बौद्धिक संपदा अधिकारों को अमूर्त अधिकारों के समूह के रूप में देखना होगा जो वास्तविक विश्व की भौतिक मूर्त वस्तुओं पर प्रकट होते हैं अब वाक्यांश अमूर्त अधिकारों द्वारा हम उन अधिकारों का उल्लेख करते हैं जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता है और इस तथ्य में महसूस किया जाता है कि जो चीजें महसूस नहीं की जा सकती हैं तो उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि एक दवा है एक गोली तो आप टैबलेट को देख सकते हैं टेबलेट को संभवतः कुचलते हुए पाउडर करते हुए देखा जा सकता है और यह कुछ ऐसा है जिसे महसूस किया जा सकता है अगर मैं आपको बताता हूं कि टैबलेट को पेटेंट द्वारा कवर किया गया है तो आप उसका तब तक विश्लेषण नहीं कर सकते जब तक की आप खुद जाकर उसका पेटेंट नंबर या कुछ ऐसा नहीं देखते कि किस प्रकार के अधिकार के बारे में एक जानकारी शामिल है तो हम हमेशा अमूर्त चीजों और मूर्त चीजों को एक साथ इस तरह से समझते हैं कि अमूर्त अधिकार मूर्त चीजों पर प्रकट होते हैं तो एक कॉपीराइट चीजों के कुछ सेट करने के लिए एक विशेष अधिकार प्रदान करेगा उदाहरण के लिए यदि आपके पास कोई कॉपीराइट है तो आपके पास अधिकार है कि आप अब आगे की प्रतियां बना सकतेहैं जो कि एक कॉपीराइट का एक सरल विवरण है इसलिए यदि आपके पास आगे की प्रतियां बनाने का अधिकार है तो ऐसा करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति जो आपकी स्वीकृति या सहमति के बिना आपकी पुस्तक की आगे की प्रतियां बना रहा हैतो इसे आपके अधिकार का उल्लंघन कहा जाता है वह व्यक्ति आपके पास एक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो आइए हम पुस्तक की सादृश्यता में प्रकट होती है भौतिक संपत्ति पूरी तरह से उस व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है जो खरीद कर इसे प्राप्त करता है एक पूर्ण स्थानांतरण है तो आप पुस्तक के लिए पैसे देते हैं आपने पुस्तक खरीद ली भौतिक संपत्ति पूरी तरह से आपके साथ निहित है अब आप अपनी पुस्तक के साथ जो चाहें कर सकते हैं यदि आपको पुस्तक पसंद नहीं है तो आप इसे दूर रख सकते हैं यदि आप इसे प्रदर्शन के एक तरीके के रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप इसे जला सकते हैं आप इसे फाड़ सकते हैं आप इसे काट सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं जो संभवतः आप कर सकते हैं जब यह पुस्तक के भौतिक पहलुओं की बात आती है आप पुस्तक को अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं और नहीं चाहते तो इसे पढ़ भी नहीं सकते हैं लेकिन जब यह पुस्तक के बौद्धिक भाग की बात आती है उदाहरण के लिए सामग्री जो अध्याय एक में है तो बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था द्वारा आप पर कुछ सीमाएं हैं कि आप उस सामग्री के साथ क्या कर सकते हैं आप अध्याय की एक तस्वीर नहीं ले सकते हैं और इसे इंटरनेट पर पोस्ट नहीं कर सकते हैं आप अध्याय की कई प्रतियाँ नहीं बना सकते हैं और ना ही इसे किसी मूल्य के लिए बेच सकते हैं आपके पास पुस्तक की लाइव स्ट्रीमिंग इस तरह से नहीं हो सकती है कि YouTube पर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंच रखने वाला कोई व्यक्ति पुस्तक देख रहा हो और आप उन्हें पुस्तक को अपने कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए दे रहे हों और उन्हें पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए पृष्ठों को फ्लिप कर रहे हों ये सभी प्रतिबंध हैं कि कॉपीराइट का मालिक उस व्यक्ति पर लगा सकता है जिसने पुस्तक खरीदी है तो काम का अमूर्त हिस्सा जो पुस्तक है वह बौद्धिक संपदा अधिकार के मालिक कोइस मामले में कॉपीराइट मालिक आगे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुमति देता है और हम उन प्रतिबंधों को आगे उपयोग पर नहीं पाते हैं जब यह भौतिक संपत्ति की बात आती है तो हम बौद्धिक संपदा अधिकारों को रचनात्मक सामग्री में अनन्य अधिकारों के रूप में समझते हैं फिर एक भौतिक उत्पाद में प्रकट होता है अब हम उदाहरण के लिए एक रसोई की किताब के लिए एक लिखित कार्य का एक उदाहरण देख सकते हैं अब कुछ लोगों को यह स्पष्ट मालूम होता है कि एक कुकबुक में एक कॉपीराइट के माध्यम से किस चीज को रोका जाता है जिससे आप नुस्खे की प्रतियां नहीं बना सकते हैं और आप इसे लोगों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति को रेसिपी के आयात को समझने और अंतिम उत्पाद जो कि भोजन है उसे बनाने से कोई रोकता नहीं है जो कि खुद ही रेसिपी है तो कुछ लोगों ने इसे इस अर्थ में प्रतिशोधात्मक पाया है कि हालांकि बौद्धिक संपदा केवल लोगों को काम की प्रतियां बनाने से रोकती है लेकिन यह वास्तव में उन्हें असली काम करने से नहीं रोकता है जो एक खाद्य पदार्थ का नुस्खा बना रहा है अब कुछ सीमाएँ हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा उत्पन्न होती हैं जैसा कि हमने कहा कि ये उपयोगकर्ता के अधिकार हैं और उन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध हैं अब आम तौर पर एक बौद्धिक संपदा अधिकार उत्पाद के आयात उपयोग बिक्री विपणन उत्पाद के आयात के मामले में अधिकार प्रदान करेगा या इसमें शामिल होने वाली प्रक्रियाओं को भी कवर करेगा इससे आगे कुछ भी बौद्धिक संपदा अधिकार का विषय नहीं है अब यह हम विशेष रूप से पेटेंट के संदर्भ में इन अधिकारों का उल्लेख कर रहे हैं अब पेटेंट अधिकारों के इन सभी सेटों की पेशकश करते हैं अब अधिकार खुद ही अलग अलग तरीकों से बनाया गया है जो कि जमा करने के द्वारा हो सकता है यह पंजीकरण के द्वारा हो सकता है यह कुछ निश्चित अवधारणाओं द्वारा हो सकता है जो कानून के द्वारा आपको साबित करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए कॉपीराइट के मामले में आपको मौलिकता साबित करने की आवश्यकता है पेटेंट के मामले में आपको आविष्कारशील कदम दिखाने की जरूरत है इसलिए ये अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा प्रदान किया गया है इन विशिष्ट व्याख्यानों में हम इन पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे हमने पाया कि बौद्धिक संपदा की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह अमूर्त स्वयं हमें बनाया उत्पाद की कई प्रतियां बनाने के लिए एक तरीका प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए यदि किसी लेखक ने पुस्तक लिखी है तो वह लेखक को उसकी कई प्रतियाँ बनाने की अनुमति देती है यदि यह एक फार्मास्युटिकल दवा है तो यह तथ्य है कि जो कंपनी दवा के पहले संस्करण के साथ आई है यह कई प्रतियों का उत्पादन या निर्माण या नकल करने की अनुमति देती है यदि यह एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जैसे विंडोज 10 तो यह Microsoft को इसकी कई प्रतियां बनाने की अनुमति देता है तो कई प्रतियों को बनाने की क्षमता बौद्धिक संपदा अधिकार मालिक को बौद्धिक संपदा द्वारा कवर किए गए विषय वस्तु का व्यावसायीकरण और दोहन करने की अनुमति देती है और यह भी यह एक वरदान की तरह दिखता है लेकिन यह भी कुछ ऐसा है जो मालिक के लिए हानिकारक है तथ्य यह है कि उसकी संपत्ति की नकल की जा सकती है और बड़ी मात्रा में नकल की जा सकती है और सामूहिक संख्या में नकल करने में स्वयं उल्लंघन का एक संभावित खतरा है यह तथ्य कि दूसरों को उस पुस्तक या आविष्कार की प्रतियां बना सकने की सहमति नहीं है वही परिणाम देगा जिसे हम उल्लंघन कहते हैं तो बौद्धिक संपदा अधिकारों में एक प्रवर्तन व्यवस्था है जो दूसरों को किसी व्यक्ति के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग करने से बचाता है तो बौद्धिक संपदा अधिकारों को हम मूर्त बड़े पैमाने पर नकल या औद्योगिक उत्पादन करने में सक्षम हैं